अब मैं आपको एक और दिखाऊंगा ये मामले बहुत अधिक जटिल हो सकते है लेकिन सरलता के लिए मैं कुछ ऐसा ही उपयोग करूंगा जो मेरे पास पहले था मान लीजिए कि आपको यह पूरा परिपथ दिया गया है और आपको टर्मिनलों A B के बीच थेविनिन समकक्ष ज्ञात करने के लिए कहा गया है यानी कि हमें A और B के बीच थेविनिन वोल्टेज और थेविनिन प्रतिरोध खोजने की जरूरत है और दो पोर्ट मापदंड के संदर्भ में उसे भी किया जा सकता है तो इस मामले में मुझे यह मान लेने दें कि दो पोर्ट को y मापदंड के बजाय Z मापदंड द्वारा वर्णित किया गया है मेरे पास है यह V 1 I 1 V 2 I 2 और मुझे पता है कि V 1 है Z 1 1 I 1 Z 1 2 I 2 V 2 है Z 2 1 I 1 Z 2 2 I 2 मुझे थेविनिन वोल्टेज को ज्ञात करना चाहिए अर्थात् मैने A और B के बीच कुछ भी नहीं जोड़ा है मेरे पास एक खुला परिपथ है और V 2 को खोजें इस विशेष परिपथ में यदि आपके पास A और B के बीच एक खुला परिपथ है I 2 0 होगी अब हमेशा ऐसा ही हो यह जरूरी नहीं है इस विशेष उदाहरण में यही स्थिति है तो V t h की गणना के लिए इस परिपथ में I 2 को 0 होना चाहिए जो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है उदाहरण के लिए हमारे पास यहां कुछ लोड कनेक्टर हो सकते है जिस स्थिति में I 2 0 नहीं होगा तो V 2 होगा केवल Z 2 1 × × I 1 और वह V t h है खुला परिपथ वोल्टेज जो यहां दिखाई देता है अब I 1 क्या है जिसे हम इस तरफ से पता लगा सकते है हम जानते है कि V s V 1 R s I 1 है और हम यह भी जानते है कि V 1 Z 1 1 I 1 है क्योंकि I 2 0 है इसलिए इन दोनों चीजों को एक साथ रखने पर हमें I 1 मिलेगा V s बाय R s × 1 बाय 1 Z 1 1 बाय R s तो यह वही है जो गणना से निकल कर आता है और V 2 होगा केवल Z 2 1 × यह मान तो यह V s × Z 2 1 R s Z 1 1 है इस विशेष मामले में यह V s × Z 2 1 बाय R s Z 1 1 होता है अब हमें थेविनिन प्रतिरोध भी ज्ञात करना होगा उसके लिए हम स्वतंत्र स्रोत V s को 0 पर सेट करते है हमारे पास R s है और हमें इस एक को वापस देखने पर प्रतिरोध को ज्ञात करना होगा अर्थात् उदाहरण के लिए यह v 2 है और यह I 2 है हम या तो वोल्टेज या विद्युत धारा स्रोत को इंजेक्ट करने के बारे में सोच सकते है इसका हमारे द्वारा चुने गए मापदंडों के सेट से कोई लेना देना नहीं है यह Z मापदंडों द्वारा वर्णित है लेकिन मैं इस तरफ एक वोल्टेज स्रोत लागू कर सकता हूं यह केवल मापदंडों को मापने के लिए है जिन्हें हमने लागू किया है Z मापदंडों के मामले में एक विद्युत धारा स्रोत तो मान लीजिए कि मैं एक विद्युत धारा स्रोत I परीक्षण लागू करता हूं स्पष्ट रूप से आप देखते है कि I 2 बिल्कुल I परीक्षण के बराबर है तो मुझे जो खोजने की ज़रूरत है वह है अनुपात v 2 बाय I 2 जो कि प्रतिरोध है टर्मिनलों A और B के बीच पीछे मुड़कर दिख रहा है मेरे पास वहां यह V 1 और I 1 भी है अब पुनः हमारे पास V 1 है Z 1 1 I 1 Z 1 2 I 2 और v 2 है Z 2 1 I 1 Z 2 2 I 2 अब क्योंकि हमारे पास यहाँ यह प्रतिरोध है ओह्म्स नियम द्वारा हमारे पास V 1 और I 1 के बीच एक संबंध और बल है तो V 1 है I 1 × R s यह चुने गए चरों की दिशा के कारण है I 1 इससे बाहर बह रही है जबकि V 1 को इस ध्रुवता के साथ परिभाषित किया गया है याद रखें हमें I 2 के द्वारा V 2 को ज्ञात करने की जरूरत है इसका अर्थ है हमें इन दो समीकरणों में से V 1 और I 1 को हटाना होगा इसलिए यदि मैं इसे प्रतिस्थापित करता हूं तो मुझे मिलेगा I 1 R s है Z 1 1 I 1 Z 1 2 I 2 और इससे मुझे I 1 प्राप्त होता है Z 1 2 Z 1 1 R s × I 2 और मैं दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करूंगा मुझे V 2 मिलेगा Z 2 1 × I 1 जो है Z 2 1 Z 1 2 बाय Z 1 1 R s × I 2 Z 2 2 × I 2 और थेविनिन प्रतिरोध जो और कुछ भी नहीं बल्कि V 2 बाय I 2 है I 2 I परीक्षण के समान है और V 2 विकसित वोल्टेज है जहाँ भी आप I परीक्षण को लागू करते है यह निकल कर आयेगा Z 2 2 Z 2 1 Z 1 2 Z 1 1 R s तो यही है जो हमारे पास होने जा रहा है तो यह पूरी चीज यह इससे कहीं अधिक जटिल हो सकती है यह समकक्ष होता है एक थेविनिन स्रोत के और थेविनिन प्रतिरोध के साथ श्रृंखला जहां थेविनिन वोल्टेज स्रोत V s × Z 2 1 बाय R s Z 1 1 द्वारा दिया जाता है हम देखते है कि यह इस नेटवर्क के साथ साथ वोल्टेज स्रोत और इससे जुड़े प्रतिरोध पर निर्भर करता है और R t h है Z 2 2 Z 2 1 Z 1 2 Z 1 1 R s तो हमारे पास हो सकते है एक दो पोर्ट और दो पोर्टों का उपयोग करके कुछ परिपथ और पूरी चीज का निरूपण किया जा सकता है इस प्रकार द्वारा यह है थेविनिन समकक्ष परिपथ तो वहां और भी कई गणनाएँ है जो आप कर सकते है सिद्धांत हमेशा समान होता है आप दो पोर्ट मापदंड और उनके द्वारा निहित संबंध का उपयोग करते है अर्थात् आपके पास दो पोर्ट के लिए वोल्टेज और विद्युत धाराएं है और आपके पास वोल्टेज और विद्युत धाराओं के बीच कुछ संबंध है और परिपथ भी जिसे आप दो पोर्टों के बाहर जोड़ते है इनमें से कुछ चरों के बीच कुछ संबंध लागू करेगा इन सभी समीकरणों को हल करके और कुछ चरों को हटा करके आप जो चाहे ज्ञात कर सकते है